तो आज हम मैश एनालिसिस पर अपनी कल की चर्चा जारी रखेंगे तो आइए हम पहले यह समझें कि कल हमने क्या चर्चा की थी तो कल हमने देखा कि मैश विश्लेषण क्या है और हमने मैश करंट और ब्रांच करंट के बीच के अंतर किया और हमने यह भी देखा कि हर लूप को मैश नहीं माना जा सकता क्योंकि मैश वह लूप है जिसके भीतर कोई अन्य लूप नहीं होता है और हमने यह भी देखा कि मैश विश्लेषण किर्चोफ वोल्टेज नियम की मदद से किया जा सकता है कल हमने यह भी चर्चा की कि मैश विश्लेषण केवल सर्किट पर लागू होता है जो कि प्लानर होता है प्लानर का अर्थ होता है सर्किट जिसे किसी प्लेन पर खींचा जा सकता है और इसमें कोई शाखा नहीं होती है जो एक दूसरे को पार कर रही हो तो इस मामले की तरह अगर आप देखते हैं कि यह एक प्लैनर सर्किट नहीं है क्योंकि यह एक समतल पर नहीं खींचा जाता है तो यह त्रि आयामी संरचना की तरह होता है इसी तरह यहां हमने यह भी देखा कि यह शाखाओं को पार कर रहा है लेकिन हम इसे एक प्लैनर सर्किट के रूप में पुनर्गठित कर बना सकते हैं और हमने देखा कि आपके द्वारा पहले किए गए मैश एनालिसिस के लिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है आप पहले मैश करंट को परिभाषित करेंगे फिर आप प्रत्येक n मैश पर KVL लागू करेंगे और फिर n समकालिक समीकरणों को हल करेंगे हमने इस सर्किट को लिया और हमने इसे स्थापित किया ये समीकरण हैं जो हमारे मैश एनालिसिस के परिणाम हैं और फिर हम अंत में इसे हल कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं हमने यह भी चर्चा की कि मान लें कि क्या हमें नहीं पता है कि हमें समान संख्या में समीकरणों की आवश्यक संख्या मिली है या नहीं जो नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रमेय की मदद से बनाई जा सकती है जो कहती है कि शाखाओं की संख्या लूप की संख्या plus नोड्स की संख्या minus 1 के बराबर है तो पिछले चित्र के लिए नोड्स की संख्या 3 और 5 शाखाएं इसलिए हमें 3 के बराबर लूप की संख्या मिली तो इसका मतलब है कि हमें सर्किट को हल करने के लिए न्यूनतम तीन स्वतंत्र समीकरणों की आवश्यकता है और फिर हमने उस उदाहरण पर चर्चा की जो एक डीसी सर्किट था और हमने निकाला कि 5 ओम प्रतिरोध में धारा 044 एम्पीयर है और 1 ओम प्रतिरोध में 069 एम्पीयर है अब हम एक और उदाहरण के बारे में बात करते हैं अब यह उदाहरण डीसी नेटवर्क नहीं है जो एसी नेटवर्क से संबंधित है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है और अब इसका उद्देश्य मैश करंट I1 और I2 का निर्धारण करना है और संधारित्र में प्रवाहित धारा और 100 वोल्ट वोल्टेज श्रोत से प्रदत्त वास्तविक शक्ति निकालना है इसलिए हम इस सर्किट का उपयोग करेंगे और मैश विश्लेषण तकनीक को लागू करने की कोशिश करेंगे और परिणाम का पता लगाएंगे अब इस विशेष मामले में आप दो लूप बना सकते हैं क्योंकि ये दो स्वतंत्र मैश हैं जो आप बना सकते हैं तो हम कहते हैं कि इस विशेष मैश में धारा I1 है इस मैश में धारा I2 है इसलिए हम प्रत्येक मैश के लिए दोनों मैश के लिए दो समीकरण लिख सकते हैं तो पहले मैश के लिए यदि आप उस धारा को देखते हैं जो इस विशेष मैश में बह रही है तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू कर सकते हैं और इस विशेष मैश के शासी समीकरण का पता लगा सकते हैं तो 5 ओम प्रतिरोध के साथ शुरू करें इसलिए यदि आप कहते हैं कि धारा 5 ओम में बह रही है तो आप बस 5∗𝐼1 लिख सकते हैं तो आप minus से निचले वोल्टेज स्तर से ऊपरी वोल्टेज स्तर तक जा रहे हैं वोल्टेज स्रोत के मामले में आप बस इसके लिए 100∠0◦ लिखेंगे और तब यह करंट संधारित्र से प्रवाहित होगा इसलिए आप −j4 लिख सकते है I2 क्यों लिखेंगे क्योंकि I1 इस दिशा में है लेकिन I2 विपरीत दिशा में बह रहा है तो इस विशेष संधारित्र के लिए आपके पास I1 I2 के रूप में शुद्ध धारा होगा तो अब आपको यह समीकरण मिल गया है यदि आप पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो आपको 5−j4I1 −−j4I2 100∠0◦ मिलेगा इसलिए आपको मैश 1 के लिए पहला समीकरण मिलेगा अब यदि आप दूसरा मैश देखते हैं आप 4 ओम से शुरू करते हैं तो समीकरण आप लिख सकते हैं 4j3I2 और फिर आप यहाँ −j4 आते हैं और यह 0 के बराबर होगा यदि आप पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको क्या मिलेगा आप 4j3−j4I2 −−j4I1 0 लिख सकते है तो यदि आप इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको बस यह समीकरण मिल जाएगा अब आपको क्या करना है आपको बस इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करना है कि आप इसे हल कर सकें यदि आप इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और हल करते हैं तो धारा I11077∠1923◦ A 108∠−192◦A और I2 105∠−567◦

अब यहां आप देख सकते हैं कि परिणाम आयताकार निर्देशांक के रूप में आएगा जहां आपके पास वास्तविक घटक के साथ साथ काल्पनिक घटक भी होंगे इसलिए फेज़र गणना के अपने पिछले ज्ञान का उपयोग करके आप फेज़र के संदर्भ में इन धाराओं के मूल्य का भी पता लगा सकते हैं अब अगला क्या संधारित्र में प्रवाहित धारा क्या है संधारित्र में प्रवाहित धारा होगा I1 − I2 1077∠1923◦ − 1045∠−5673◦ 444j1228 131∠7012◦ A अब स्रोत शक्ति जो मूल रूप से वास्तविक शक्ति है जिसे आपको गणना करने की आवश्यकता है तो वास्तविक शक्ति P VI cos φ है यहां वोल्टेज V एक फेज़र है क्योंकि यह आम तौर पर 0 होता है इसलिए हम इसे एक संदर्भ फेज़र के रूप में मान रहे हैं और फिर आपको बस धारा का मान रखना होगा धारा क्या होगा धारा स्रोत से बह रही है तो धारा क्या है धारा I1 का मान होगा क्योंकि यह वह धारा है जो इस विशेष तरफ से बह रहा है तो आप V के मूल्य को डालते हैं और I cos φ और कुछ नहीं बल्कि धारा I1 के लिए कोण है जो आपको स्रोत शक्ति प्रदान करेगा P VI cos φ 1077 cos 1923◦ 10169W 1020W अब आप यह सत्यापित भी कर सकते हैं कि क्या आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी शक्ति गणना सही है या नहीं आपको बस सर्किट की जांच करनी है यहां वास्तविक शक्ति को केवल प्रतिरोध 5 ओम और प्रतिरोध 4 ओम द्वारा अवशोषित किया जा सकता है इसलिए यदि आप स्रोत द्वारा वितरित की जाने वाली शक्ति वास्तविक शक्ति जानना चाहते हैं आपको केवल यह पता लगाना है कि इन दो प्रतिरोधों द्वारा अवशोषित की जाने वाली शक्ति क्या है तो अब 5 ओम प्रतिरोध में पावर I12 के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप 5 ओम प्रतिरोध के माध्यम से करंट को प्रवाहित करते हुए देखते हैं तो बस I1 है और यहाँ 4 ओम के लिए विद्युत प्रवाह I2 है इसलिए हमें केवल 5 ओम के मामले में I1 का मान रखना होगा इसलिए I12 आपको 57997 वाट मान मिलेगा इसी तरह 4 ओम प्रतिरोध के लिए अवशोषित शक्ति I22 और यह 43681 वाट होगा इसलिए कुल शक्ति आपको दोनों को जोड़ना है और आपको वैसा ही मूल्य मिलेगा जैसा कि हमने पहले गणना की थी तो इस तरह आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपने पिछले मामले में जो भी गणना की है वह सही है अब एक और उदाहरण आप ले सकते हैं और यह बहुत ही सामान्य उदाहरण है जिसे आप पुस्तक में देखेंगे यह बैलेंस्ड स्टार 3 फेज़ लोड जुड़ा हुआ है और हमें R Y और B फेज़ में बहने वाली धाराओं का मान निर्धारित करना होगा इसलिए यहां हम मैश धारा विश्लेषण को लागू कर सकते हैं वोल्टेज लाइन से लाइन वोल्टेज है जो R और Y पर वोल्टेज है और 415∠120 दिया है और Y और B के बीच 415∠0 है और यह 3 फेज़ लोड संतुलित है इसलिए प्रत्येक लोड 3 j4 है अब हमें मैश धारा विश्लेषण को लागू करना है इसलिए हमारे पास दो मैश होंगे हम कह सकते हैं कि हम इस विशेष मैश में धारा I1 प्रवाहित हो रहा है इस मैश में धारा I2 बह रहा है इसलिए अब आप दो लूप के लिए KVL का उपयोग कर सकते हैं और दो मैश धाराएं लगा सकते हैं लूप 1 के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो मूल्य क्या होगा लूप 1 से I13 j4 I13 j4 − I23 j4 415∠120◦ यानी 6 j8 I1 − 3 j4 I2 − 415∠120◦ 0 इसी तरह दूसरे लूप के लिए भी लूप 2 से I23 j4 − I13 j4 I23 j4 415∠0◦ अर्थात −3 j4 I1 6 j8 I2 − 415∠0◦ 0 अब आपके पास उपलब्ध दोनों समीकरण हैं आपको इन दो समीकरणों को हल करना है और आपको धारा I1 और I2 के मान मिलेंगे अब लाइन धारा जो आप इस चित्र में देखेंगे IR I1 IY I2 − I1 और IB −I2 तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होगा क्योंकि ज्यादातर समय आप इलेक्ट्रिकल सर्किट विश्लेषण में देखेंगे लाइन टर्मिनलों में प्रवाहित होने वाली लाइन धाराओं की पहचान करने के लिए आपको इस प्रकार का भार दिया जाएगा अब हम मैश विश्लेषण की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं जहां आप न केवल वोल्टेज स्रोत बल्कि धारा स्रोत भी हैं यदि आप सर्किट में केवल धारा स्रोत पर मैश विश्लेषण लागू करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बहुत जटिल है यदि आप यह चित्र देखते हैं जहाँ धारा स्रोत भी है वोल्टेज स्रोत भी है इसलिए पहले पल में आप देखते हैं कि यह थोड़ा जटिल सर्किट है और इसे हल करना मुश्किल है लेकिन वास्तव में यह अब तक की चर्चा की तुलना में बहुत आसान है कैसे क्योंकि धारा स्रोत की उपस्थिति समीकरणों की संख्या को कम करती है तो इस वजह से समीकरणों की संख्या कम हो जाएगी और इस तरह के सर्किट को हल करना बहुत आसान है अब इस प्रकार के सर्किटों का विश्लेषण करने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं बल्कि दो मामलों को पहले लेते हैं ताकि आप दो अलग अलग प्रकार के सर्किटों को समझ सकें जिनमें धारा स्रोत हैं पहला यह है कि जब धारा स्रोत केवल एक मैश में मौजूद होता है तो इस विशेष मामले में आप देखेंगे कि धारा स्रोत केवल इस विशेष मैश में मौजूद है तो इस विशेष मैश के लिए यह 5 एम्पीयर है इस मैश में वोल्टेज स्रोत है इसलिए यदि आप इस प्रकार के सर्किट देखते हैं तो आप क्या करेंगे आप करंट 𝑖2−5 एम्पीयर सेट करेंगे क्योंकि 𝑖2 की दिशा को हमने क्लॉकवाइज के रूप में लिया है जैसा कि हमने 𝑖1 के लिए लिया है लेकिन धारा स्रोत 𝑖2 के करंट को मानने के विपरीत है इसलिए हम इसे कहेंगे हम कहेंगे i2 minus 5 एम्पीयर के अलावा और कुछ नहीं है तो यह आप आसानी से चित्र से सत्यापित कर सकते हैं क्योंकि 𝑖2 इस दिशा में बहेगा और धारा स्रोत से धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी इसलिए 𝑖2 minus 5 एम्पीयर के अलावा और कुछ नहीं होगा अब हमें इस चित्र का उपयोग करके निरीक्षण के माध्यम से सीधे 𝑖2 का मान मिला हमें आगे क्या करना है हमें अन्य मैश में धारा का पता लगाना होगा इसलिए आपको इस विशेष मैश के लिए सिर्फ मैश समीकरण लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे आप इस विशेष मैश के लिए बस माइनस 104𝑖16𝑖1 𝑖20 लिखेंगे अब चूँकि हम पहले से ही जानते हैं कि 𝑖2 5 एम्पीयर आप केवल 𝑖2 के मान को इस समीकरण में रख सकते हैं और आपको धारा 𝑖1 2A मिलेगा अब वह विशेष मामला अपेक्षाकृत सरल था क्योंकि धारा स्रोत केवल एक मैश में था लेकिन मान लें कि यदि धारा स्रोत दो मैश के बीच मौजूद है जहां दोनों मैश धारा स्रोत को साझा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको सुपर मैश सुपर मैश साधन बनाकर सर्किट का विश्लेषण करना होगा आपको धारा स्रोत और उस विशेष स्रोत के साथ श्रेणी में जुड़े किसी भी तत्व को बाहर करना होगा तो इस मामले में यदि आप देखते हैं कि यह खंड है जिसका धारा स्रोत है और धारा स्रोत के साथ श्रेणी में 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो हमारे विश्लेषण के लिए हम क्या करेंगे हम मैश धाराओं को समान रखते हुए सर्किट से इस विशेष शाखा को निकाल देंगे इसलिए इस मामले में हमारे पास दो मैश हैं हमने मान लिया है कि दोनों 𝑖1 और 𝑖2 मूल्यों के साथ दक्षिणावर्त दिशा में हैं इसलिए धारा समान रहेगा लेकिन इन दोनों मैश के बीच का लिंक हटा दिया गया है क्योंकि यह धारा स्रोत से युक्त था अब हमें क्या मिलेगा हमें एक सुपर मैश मिलता है जिसमें दो मैश होते हैं और हमने धारा स्रोत को हटा दिया है और सुपर मैश बनाया है सुपर मैश वह मैश होगी जिसमें हटाई गयी शाखा को छोड़कर सभी तत्व होते हैं तो इस मामले में यह सुपर मैश होगा लेकिन ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां हमें दो या दो से अधिक धारा स्रोत मिल सकते हैं और फिर उस स्थिति में हमें दो या अधिक सुपर मैश मिल सकते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना है हमें उन सुपर मैश को मिलाना है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर दो सुपर मैश इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो केवल हम एक बड़ा सुपर मैश बना सकते हैं इसलिए इस विशेष पहलू पर हम एक उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे अब हम समझते हैं कि सुपर मैश सर्किट को हल करने में कैसे मदद करेगा अब सुपर मैश बनाने की आवश्यकता है क्योंकि मैश विश्लेषण KVL पर लागू होता है और KVL के लिए आवश्यक है कि हमें प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का पता होना चाहिए लेकिन जब हमारे पास धारा स्रोत होता है तो हमें धारा श्रोत पर वोल्टेज को खोजना मुश्किल होता है तो हम क्या करेंगे हम सुपर मैश का उपयोग करेंगे और उस सुपर मैश में KVL लागू करेंगे तो इस मामले में यदि आप सुपर मैश पर लागू करते हैं तो क्या होगा यह 206𝑖110𝑖24𝑖20 से शुरू होगा अब यदि आप इसे हल करते हैं यदि आप इसे सरल करते हैं तो आपको 6𝑖114𝑖220 मिलता है अब आपको सुपर मैश का उपयोग करके एक समीकरण मिल गया है लेकिन चूंकि हमारे पास दो चर हैं इसलिए हमें इसे हल करने के लिए एक से अधिक समीकरण की आवश्यकता है तो हम दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे हम किर्चोफ करंट लॉ की मदद से दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे जिसे हम एक नोड पर लागू करेंगे जहाँ दो मैश प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात हम इस विशेष बिंदु पर लागू करेंगे तो अब यदि आप इस विशेष नोड को देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि 𝑖2 अंदर आ रहा है और 𝑖1 और 6 एम्पीयर धारा स्रोत बाहर जा रहे हैं इसलिए आप बस किरचॉफ करंट लॉ लागू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 𝑖2𝑖16 तो अब एक और समीकरण मिला है पहला यह समीकरण है दूसरा आपको किरचॉफ करंट लॉ से मिला है अब यदि आप इन दो समीकरणों को देखते हैं तो हल करना बहुत आसान है आपको 𝑖1 32A और 𝑖228A मिलेगा तो इसके साथ आप इस प्रकार के सर्किट को आसानी से हल कर सकते हैं जहां आपके पास नेटवर्क में धारा स्रोत जुड़े हुए हैं तो आइए हम एक उदाहरण देखें ताकि आप समझ सकें कि हमने सुपर मैश के बारे में क्या चर्चा की तो हम इस सर्किट को लेते हैं इस सर्किट में एक निर्भर धारा स्रोत और एक स्वतंत्र धारा स्रोत है ठीक है अब हमें 𝑖1 to 𝑖4 मूल्यों को खोजना होगा यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आपके पास चार मैश बनाए जाएंगे इसीलिए हमारे पास 𝑖1 𝑖2 𝑖3 और 𝑖4 जैसे चार मैश धाराएं हैं तो अब आप क्या निरीक्षण करेंगे आप देखेंगे कि दो मौजूदा स्रोत हैं इसलिए हमने पहले चर्चा की थी कि क्या आप उस विशेष तकनीक को लागू कर सकते हैं जिससे सुपर मैश का पता लगाया जा सके आप सबसे पहले इस विशेष लिंक को हटा देंगे तो क्या होगा आपको इस तरह एक सुपर मेश मिलेगा अब हम जानते हैं कि एक और धारा स्रोत है इसलिए यदि आप इस धारा स्रोत को हटाते हैं तो आपको एक सुपर मैश मिलेगा अब समस्या यह है कि ये दो मैश एक दूसरे को पार कर रहे हैं यदि आपके पास इस तरह का परिदृश्य है जहां दो मैश एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो हमें उन दोनों को मिलाना होगा और एक बड़ा सुपर मैश बनाना होगा तो उस मामले में क्या होगा आपको एक और सुपर मैश मिलेगा जो कि दोनों सुपर मैश का मिलन है और आप इसे बड़ा सुपर मैश कहेंगे तो अब आपको यह बड़ा सुपर मैश मिलता है आपको क्या करना है अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लागू करने के लिए बड़े सुपर मैश का उपयोग किया जा सकता है तो यदि आप बड़े सुपर मैश के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू करते हैं तो आपको क्या मिलेगा हम 2 ओम प्रतिरोध से शुरू करते हैं आपको 2𝑖14𝑖38𝑖3 𝑖46𝑖20 मिलेगा तो यह आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मिला है अब आपके पास दो धारा स्रोत हैं इसलिए आपको क्या करना है आपको KCL को दो नोड्स पर लागू करना होगा जहां ये दो धारा स्रोत जुड़े हुए हैं इसलिए नोड P के लिए यदि आप किरचॉफ करंट लॉ लागू करते हैं और यदि आप देखते हैं कि मैश धारा 𝑖2 है जो नोड P में जा रहा है और मैश धारा 𝑖1 नोड P से बाहर आ रहा है और 5 एम्पीयर का एक और धारा स्रोत नोड P से बाहर आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं आप 𝑖2𝑖15 लिख सकते हैं अब आपको दूसरा समीकरण मिल गया है यह आपका पहला समीकरण था तीसरा जो आपको मिलेगा वह नोड Q पर KCL का उपयोग कर रहा है तो यहाँ आप नोड Q के लिए क्या कह सकते हैं 𝑖2𝑖33I0 क्योंकि ये नोड के अंदर आ रहे हैं और 𝑖2 नोड के बाहर जा रहे हैं तो 𝑖2𝑖33I0 इसलिए यहां आपको तीन समीकरण मिले अब अज्ञात कितने हैं अज्ञात चार 𝑖1 𝑖2 𝑖3 और 𝑖4 हैं इसलिए हमें चौथा समीकरण कहां मिलेगा इस मैश के लिए समीकरण लिखकर चौथा समीकरण बनाया जा सकता है अब यदि आप इस मैश को देखते हैं 𝑖4 I0 क्योंकि I4 और I0 विपरीत दिशा में हैं इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो आपको बस 𝑖4 I0 मिलेगा तो अब यदि आप इन मानों को रखते हैं तो आपको 𝑖2𝑖3−3𝑖4 मिलेगा इसलिए इसे अब सरल बनाया गया है लेकिन फिर भी हमें इस मैश के लिए समीकरण की आवश्यकता है इसलिए हम क्या लिखेंगे हम इस मैश के लिए KVL लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2𝑖48𝑖4−𝑖3100 इसलिए आपको यहां एक और समीकरण मिलेगा अब आपको क्या करना है आपको इसका इसका और इसका उपयोग करना है और मूल्य को समीकरण 3 के अंदर रखते है और हमें 𝑖2𝑖3 3𝑖4 मिलता है तो आपके पास चार अंतिम समीकरण हैं और आपके पास चार अज्ञात हैं तो आप इन चार समीकरणों को हल करते हैं आपको धारा 𝑖1 𝑖2 𝑖3 और 𝑖4 के मान मिलेंगे इसलिए यदि आप बड़े सुपर मैश और सुपर मैश की अवधारणा का पालन करते हैं तो इस प्रकार के सर्किट को हल करना बहुत आसान है जो आपको पहली बार देखने पर थोड़ा जटिल लगता है लेकिन इसे संभालना बहुत आसान है आपको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वह यह है कि चूंकि यह धारा स्रोत पर निर्भर है इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि इस निर्भर धारा स्रोत के मूल्य की गणना कैसे की जाएगी तो यहाँ पर निर्भर धारा स्रोत का मान उस धारा पर निर्भर करता है जो वोल्टेज स्रोत से बह रहा है तो इस मान के साथ कि हमने 𝑖4−𝐼0 की गणना की है मूल्य को निर्भर धारा स्रोत में रखना और विश्लेषण करना आसान था तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं तो आज हमने मैश विश्लेषण के बारे में चर्चा की और विशेष रूप से उस मामले में जहां धारा स्रोत मैश विश्लेषण में उपलब्ध हैं तो अगली कक्षा में हम नोड विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वह जगह है जहाँ हम अपने किरचॉफ करंट लॉ को लागू करेंगे और उस सर्किट का विश्लेषण करेंगे जहाँ वोल्टेज स्रोत हैं धन्यवाद